सभी को नमस्कार इस पाठ्यक्रम केआठवीं सप्ताह में आपका स्वागत है पिछले सप्ताह में हमने सेमांटिक्स पर चर्चा शुरू कर दी थी और हमने कैप्शन सेमांटिक्स के लिए एक विशेष विधि पर चर्चा की थी जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सेमांटिक्स थे तो हम अर्थों के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का उपयोग कैसे कर सकते हैं इसका अर्थ निकालने के लिए एक कोष में और हमने कहा कि हम दो शब्दों की तुलना यह जानने के लिए कर सकते हैं कि क्या वे एक दूसरे शब्द के समान हैं इसलिए इस सप्ताह हम क्या कर रहे हैं हम सेमांटिक्स का एक और तरीका निकालेंगे जो उन कनेक्शनों का उपयोग करके है जो हम लेक्सिकॉन में वस्तुओं के बीच देखते हैं और यह वह जगह है जहां हम यह भी देखेंगे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन का उपयोग कैसे करें कि शब्दों के बीच कुछ अर्थ निकालने के लिए वर्डनेट है तो इस सप्ताह के लिए विषय लेक्सिकल सेमांटिक्स है तो हम लेक्सिकल सेमांटिक्स को कैसे परिभाषित कर सकते हैं इसलिए जैसा कि हम कहरहे हैं कि हम इस विषय में क्या कर रहे हैं हम एक लेक्सिकॉन में कुछ प्रविष्टियां देखेंगे और हम यह पहचानने की कोशिश करेंगे कि इन उत्पत्ति के बीच क्या संबंध है हम इन एन्टिटीज़ के बीच एक संबंध परिभाषित करने का प्रयास करेंगे तो इस तरह से हम इस क्षेत्र को परिभाषित कर सकते हैं तो लेक्सिकल सेमांटिक्स का संबंध लेक्सिकल आइटम्स के बीच व्यवस्थित अर्थ संबंधित कनेक्शन से है तो हमारे लेक्सिकॉन में कुछ लेक्सिकल आइटम होंगे औरहम यह पता लगाने की कोशिशकरेंगे कि किसी भी दो वस्तुओं के बीच क्या संबंध हैं और हम यह भी देखेंगे कि व्यक्तिगत लेक्सिकल आइटम की संरचना से संबंधित आंतरिक अर्थ क्या हैं तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं हम अपना ध्यान किसी वस्तु पर केंद्रित नहीं कर रहे हैं जिसे लेक्सिकल आइटम कहा जाता है तो लेक्सिकल आइटम क्या है तो लेक्सिकल आइटम I इसमें एक और शब्द है जो इसे लेक्सेम कहा जाता है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन हमारे लेक्सिकॉन में एक व्यक्तिगत प्रविष्टि है इसलिए यहां हम विभिन्न लेक्सिकल वस्तुओं के बीच कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और यह एकल इकाई क्या है इसे एक लेक्सेम कहेंगे और हम ज्यादातर लेक्सम के संदर्भ में बात करेंगे अब तो अगर हम सहज रूप से समझने की कोशिश करते हैं तो एक लेक्सेमी प्रविष्टि में एक प्रविष्टि में क्या होगा हमें प्रवेश में रखने के लिए क्या चीजें चाहिए इसलिए क्योंकिहम भी अर्थ के बारे में बात कररहे हैं अगर किसी शब्द के कई अर्थ हैं तो इसे एक सिंगल लेक्सेम की तरह नहीं कहा जाना चाहिए इसे दो अलग अलग लेक्सेम कहा जाना चाहिए इसलिए जबहम लेक्सेम के बारे में बातकरते हैं तोहमें किन सभी चीजों की आवश्यकता होती है मेरे पास फॉर्म क्या है तो मैं कैसे इसे स्पेल करूँ मैं कैसे प्रनंसीएशन करूँ और कुछ ऐसा भी कहूं जो इस विशेष प्रविष्टि का अर्थ है तो ये दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो एक लेक्सेम की तरह बनते हैं तो मेरे पास होगा तो हम कुछ ऑर्थोग्राफ़िक और फोनोलॉजिकल रूप की जोड़ी के रूप में लेक्सेम के बारे में सोच सकते हैं यही है कि आप कैसे लेक्सेम लिखते हैं आप कैसे प्रनंसीएशन करते हैं और किसी प्रकार का प्रतीकात्मक अर्थ रिप्रजेंटेशन हैं कुछ जो कि लेक्सेम की परिभाषा हो सकती है या ऐसा कुछ जो यह बताता है कि यह किस लिए उपस्थित है इसलिए जब हम ऑर्थोग्राफिक रूप और फोनोलॉजिकल रूप के बारे में बातकरते हैं तो वे लेक्सेम का रूप होते हैं और फिर हमारे पास लेक्सेम का एक विज्ञान हिस्सा होता है जो लेक्सेम के अर्थ के बारे में बात करता है इसलिए यदि हमने विभिन्न शब्दकोशों में देखा है जो सभी प्रविष्टियों को भी परिभाषित किया गया है इसलिए हम एक उदाहरणलेते हैं तो यह मैक के साथ आने वाले शब्दकोश से एक उदाहरण है तो आपको वर्ज जैसे एकल शब्द का सुझाव दिया जा रहा है लेकिन यह आकार 3 अलग अलग लेक्सेम प्रतीत होता है तो हमारे पासवर्ज एकवर्ज दोऔरवर्ज तीन हैं और क्या हमें वह जोड़ी दिखाई देती है जिसका वे अर्थ भाग में भाग लेते हैं तो प्रत्येक प्रविष्टि के लिए प्रपत्र भाग शीर्ष पर दे रहा है तो मेरे पास स्पेलिंग है जो सभी 3 के लिए समान है तो मेरे पास प्रनंसीएशन भी है फिर इस प्रविष्टि के बारे में कुछ विवरण हैं जो इस प्रविष्टि के अर्थ के अनुरूप हैं उदाहरण के लिए आपके पास उस का लैक्सिकल क्रेडिटरी हो सकता है तो यह एक संज्ञा है यह एक संज्ञा है यह एक क्रिया है और फिर एक वर्ज या सीमा की तरह कुछ अर्थ है वे लेक के किनारे पर आते हैं तो यह भी उदाहरण दिया जाता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है और शब्दों का कुछ इतिहास भी इसे प्रदान करता है इसलिए जब हम लेक्सेम के बारे में बात करते हैं तो हमें यही चाहिए हमें एक फॉर्म भाग की आवश्यकता है जो कि लेक्सेम की स्पेलिंग और प्रनंसीएशन का हिस्सा हो सकता हैऔर अर्थ भाग एक बार जब हमने ऐसा कर लिया है तो अब हम अपने लेक्सिकॉन या हमारे लेक्सिकॉन में प्रत्येक लेक्सिकल आइटम के बीच संबंधों को स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं तो अब लेक्समेस के साथ और हमारे शब्दकोश में परिभाषित किए गए विभिन्न अर्थ संबंधित तथ्य क्या हैं देखें तो चलिए इस हेरिटेज अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी से कुछ उदाहरण लेते हैं तो 1985 संस्करण है और हम यहां क्या देख रहे हैं हम यहां चार अलग अलग एन्टिटीज़ को देख रहे हैं राइट लेफ्ट रेड एंड ब्लड वे हमारे शब्दकोश में 4 अलग अलग शब्द हैं और इन एन्टिटीज़ के कुछ अर्थ भी प्रदान किए गए हैं इसलिए उदाहरण के लिए दाहिनी ओर स्थित सही के रूप में परिभाषित किया गया है खासकर जब ऑब्जर्वर के समान दिशा का सामना करना पड़ रहा है और बाएँ को शरीर के इस तरफ के स्थित के रूप में परिभाषित किया गया है तब दाईं ओर का तो यह इन लेक्समेस को प्रदान की गई कुछ परिभाषाएं हैं अब ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप तुरंत कुछ बिंदु पर देख सकते हैं जिसे आप तुरंत इन परिभाषाओं से देख सकते हैं तो एक बात जो आप देख रहे हैं वह यह है कि शब्द राइट परिभाषित किया गया है टर्म्स ऑफ़ राइट यह कुछ प्रकार की परिपत्र परिभाषा है यदि आप उस तरह से कहते हैं और अन्य लेक्सम के संदर्भ में भी लेक्सिम्स को परिभाषित किया गया है तो जैसे यहाँ ब्लडका रंगरेड या रूबी है और ब्लड को रेड तरल परिभाषित किया गया है तो ब्लड को रेड के रूप में परिभाषित किया गया है और रेड को ब्लड के संदर्भ में परिभाषित किया गया है इसलिए हम देखते हैं कि लेक्सिकॉन में जिस तरह से हमने परिभाषित किया है उसमें कुछ प्रकार की गोलाकारता यहां शामिल है लेकिन अगर ऐसा है तो भी आप उदाहरण के लिए कुछ प्रकार के अर्थ निकाल सकते हैं यदि आप दाएँ और बाएँ की परिभाषा देखते हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि वे कुछ हद तक संबंधित हैं उनके अर्थ बहुत संबंधित हैं और आप भी कह सकते हैं हो सकता है कि वे किसी तरह के अल्ट्रावेशन में हों एक दूसरे के सम्बन्ध के साथ तो हम यहाँ क्या देखते हैं इसलिए प्रविष्टियां अन्य लेक्सेम के संदर्भ में लेक्सेम का विवरण हैं और परिभाषाओं से हम देखसकते हैं कि दाएँ और बाएँ कुछ समान लेक्सम हैं और वे किसी प्रकार के वैकल्पिक या विरोध में हैं इन परिभाषाओं से भी हम देख सकते हैं कि रेड कुछ प्रकार का रंग है और इसे ब्लड के साथ साथ रूबी पर भी लगाया जा सकता है और ब्लडकुछ तरल पदार्थ है तो आप इन प्रविष्टियों से कुछ अन्य तथ्यों के बारे में भी जानकारी निकाल सकते हैं अब सामान्य रूप में इसलिए जबहम यह पहचानने के बारे में बात कररहे हैं कि विभिन्न प्रविष्टियों के बीच अलग अलग कनेक्शन क्या हैं विभिन्न औपचारिक कनेक्शन क्या हैं जो परिभाषित किए गए हैं और वे कौन से संबंध हैं जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं तो आइए हम कुछ संबंधों पर एक नजर डालते हैं तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण संबंध हैं जो शब्द अर्थ और रूपों के बीच स्थापित हैं तो जैसे होमोनीमीज़पॉलीसेमीसीनोनिमिअन्टोनीमीहेपेरनिमि हइपोनिमि और मेरोनिमि और आपने पोलिसेमी जैसी कुछ लिस्ट के बारे में सुना होगा जो बहुत ही लोकप्रिय और इसी तरह से सीनोनिमि और अन्टोनीमी हैं ताकि ये हम पहले ही सुन सकें तो आइए हम औपचारिक रूप से यह परिभाषित करने का प्रयास करें कि ये संबंध क्या हैं और हम कब कहते हैं कि यह हमारा है और यह एक से एक भागीदारी द्वारा जुड़ा हुआ है तो हम होमोनीमी को कैसे परिभाषित करें तो होमोनिमी को एक ऐसे संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उन शब्दों के बीच होता है जिनके समान रूप होते हैं लेकिन अनरिलेटेड मीनिंग तो इसका क्या मतलब है तो हमने अपने लेक्सिकॉन में एक व्यक्तिगत एंट्री प्रविष्टियों को परिभाषित किया है जैसे कि फॉर्म भाग और एक अर्थ भाग तो अब यदि दो एन्टिटीज़ का एक ही भाग होता है लेकिन अर्थ भाग भिन्न होता है तो वे होमोनीमीज़ कहलाएंगे अब क्या आप दो ऐसे या एकल शब्द के उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जो एक ही रूप हैं लेकिन दो अलग अलग अर्थ हैं तो एक साधारण उदाहरण बैंक शब्द जैसा हो सकता है बैंक और वित्तीय संस्थान बैंक से पहले या यह कुछ नदी का किनारा हो सकता है इसी तरह यह बल्ले के लिए हो सकता है या यह स्तनपायी के रूप मेंचमगादड़ हो सकता है तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं वे एक ही रूप हैं लेकिन विभिन्न अर्थ हैं तो ये दो उदाहरण हैं जिनके बारे में हमने बात की अब तो एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको यहाँ याद रखनी चाहिए इसलिए हम देख रहे हैं कि उनका एक ही रूप है लेकिन अलग अलग अर्थ हैं लेकिन हमने प्रपत्र को ऑर्थोग्राफी रूप और फोनोलॉजिकल रूप दोनों के रूप में परिभाषित किया है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ मामलों में ऑर्थोग्राफी का रूप एक ही हो और अर्थ अलग हो और कुछ मामलों में फोनोलॉजिकल रूप समान हो और अर्थ अलग हो उन्हें होमोनीमीज़ कहा जाता है लेकिन इन दोनों के लिए विशिष्ट शब्द हैं और इन्हें होमोग्राफ कहा जाता है यदि एक ही ऑर्थोग्राफी और होमोफ़ोन हैं यदि एक ही फोनोलॉजिकल रूप हैं आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं इसलिए होमो फ़ोन ऐसे शब्द हैं जिनके प्रनंसीएशन समान हैं लेकिन अलग अलग स्पेलिंग और अलग अलग अर्थ भी हैं इसलिए यहां उदाहरण राइट और राइट एक ही होमोलॉजिकल रूप है वे अलग तरह से लिखे गए हैं और उनके अर्थ अलग हैं 'piece' टुकड़ा और 'peace' शांति और होमोग्राफ के साथ एक ही लेक्समेस होगा और यह एक ही ऑर्थोग्राफिक रूप होगा फिर उनके पास अलग प्रनंसीएशन और अलग अलग अर्थ होंगे तो उदाहरण के लिए बास के दो अलग अलग उपयोग एक के अर्थ में संदर्भ समय 1028 एक गिटार या संगीत अब अब हमें इस होमोनिम्स के बारे में चिंता करने की आवश्यकता क्यों है इसलिए हम देखेंगे कि विभिन्न एनएलपी एप्लिकेशन क्या हैं जहां वे एक समस्या पैदा करते हैं तो आइए एक उदाहरण लेते हैं टेक्स्ट टू स्पीच का तो क्या आपको लगता है कि ये होमन होमो फोन या होमोग्राफ टेक्स्ट टू स्पीच के लिए समस्या पैदा करेंगे तो हम टेक्स्ट टू स्पीच में क्या करते हैं टेक्स्ट टू स्पीच के लिए आपके पास एक पाठ होता है जिसमें लिखा होता है यह एक ऐसा वाक्य हो सकता है जहां एक साथ कई शब्द हों और आपको इसे बोलने की आवश्यकता हो तो क्यों होमो फोन या होमोग्राफ इसके लिए एक समस्या पैदा कर सकते हैं कि अब एक ही शब्द के बारे में सोचें जो विशेष स्पेलिंग के रूप में है लेकिन यह अलग अलग अर्थों में अलग अलग तरीकों से प्रनंसीएशन किया जाता है इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह किस विशेष अर्थ में निहित है आप इसका ठीक से प्रनंसीएशन नहीं कर सकते इसलिए यदि ऑर्थोग्राफ़िक रूप समान है लेकिन फोनोलॉजिकल रूप अलग हैं जो टेक्स्ट टू स्पीच के लिए एक समस्या पैदा करते हैं अब यह सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए भी समस्या पैदा कर सकते है सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए समस्या क्यों है तो मान लीजिए कि आप टर्म बैट की तलाश कर रहे हैं और एक बैट से आपने स्तनपायी को प्रत्यारोपित किया है लेकिन मान लीजिए कि सिस्टम आपको क्रिकेट बैट को वांछित या पृष्ठ किनारे के रूप में देता है जिसे आप खोजेंगे और तुरंत ही यह मैच नहीं करता दिखता है इसलिए यदि एक ही शब्द कई अर्थों के रूप में होता है तो क्या होगा यदि आप उस शब्द को खोज रहे हैं क्योंकि आप केवल ऑर्थोग्राफिक फॉर्म को निर्दिष्ट कर रहे हैं यह सर्च इंजन के लिए स्पष्ट नहीं हो सकता है कि आप किस अर्थ की तलाश कर रहे हैं तो ये भी सर्च इंजन के लिए एक समस्या पैदा करते हैं और यह स्पीच के लिए भी एक समस्या हो सकती है संदर्भ समय १२२६ उदाहरण के लिए एकदम सही होमोनिम होमोफोन्स जहाँ आपके पास एक ही फोनोलॉजिकल रूप है लेकिन यह लिखने का एक अलग तरीका है तो मान लीजिए कि आप ऐसा लिख रहे हैं मान लीजिए आप बोल रहे हैं तो यह स्पष्ट नहीं हो सकता है कि 3 शब्दों में से कौन सी सही व्याख्या होनी चाहिए चाहे वह टी ओ हो या टी डब्ल्यू ओ टू टी डब्ल्यू ओ तो ये भी स्पीच पुनर्गठन के लिए समस्या ग्रस्त हैं तो ये कुछ समस्याएं हैं जहां वे एक समस्या पैदा करते हैं अब मान लीजिए सिस्टम को इससे निपटना है इसलिएजब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो यह कैसे पता चलेगा कि क्या यह टी ओ टी डब्लू ओ या टी ओ ओ है और इसके लिए उन्हें उस संदर्भ से विभिन्न जानकारी का उपयोग करना होगा जिसमें वह बोली जाती है या बोलने के बारे में कुछ और इतने पर इस तरह की समस्याओं को हम इस सप्ताह में शब्द बोध के विषय में भी निपटाएंगे कि यदि किसी शब्द के कई अर्थ हैं तो हम पहचानने के लिए संदर्भ का उपयोग कैसे करें विशेष अर्थ यह है कि यहां उपयोग किए जाने वाले शब्द क्या हैं तो अब दूसरे संबंध में आ रहा है जो पोलिसेमी है इसलिए पोलिसेमी और होमोनिमी कहीं किसी जगह भ्रमित कर सकते हैं तो पोलिसेमी भी एक ही प्रकार का संबंध है जो एक शब्द है जिसका अर्थ कई अर्थ हैं लेकिन एक ही रूप है लेकिन यहां अंतर इन अर्थों से बहुत संबंधित है और बहुत असंबंधित नहीं है जो होमोनिमी के मामले में था तो होमोनिम्स के मामले में 2 शब्दों का एक ही रूप है लेकिन पॉलीसिम के लिए बहुत अलग अर्थ इनके एक ही रूप है और थोड़ा संबंधित अर्थ बहुत समान नहीं है और बहुत अलग भी नहीं है तो उदाहरण क्या है आइए हम यहां पहले दो वाक्यों में वर्ड बैंक पर ध्यान दें बैंक का निर्माण 1875 में स्थानीय रेड ईंट से किया गया था और दूसरा वाक्य यह है कि मैंने बैंक से पैसा वापस ले लिया तो जैसे कि अगर आप इन वाक्यों को देखते हैं तो आप ऐसा महसूस कर सकते हैं तो वहाँ एक ही वर्ड बैंक का उपयोग उसी अर्थ के लिए किया जा रहा है लेकिन अगर आप बारीकी से देखें तो आपको पता चलता है कि वर्ड बैंक के अर्थों के बीच कुछ मामूली अंतर है तो यहाँ क्या अंतर है पहले वाक्य में बैंक का उपयोग किसी प्रकार के भवन के रूप में किया जाता है जो एक वित्तीय संस्थान से संबंधित है दूसरे छोर पर दूसरा वाक्य स्वयं वित्तीय संस्थान का है और इस तरह के अर्थों में मामूली सा बदलाव ऐसे कई शब्दों में है उदाहरण के लिए आइए इन दो वाक्यों पर गौर करें भारी हिमपात से स्कूल की छत ढह गई और स्कूल ने इस वर्ष पहले से कहीं अधिक शिक्षकों को नियुक्त किया इसलिए फिर से उसी शब्द स्कूल का उपयोग किया जा रहा है जैसा कि वे समान अर्थ देखते हैं लेकिन फिर से अगर आप बारीकी से देखते हैं तो यह एक स्कूल के निर्माण को संदर्भित करता है और यह संस्थान को ऐसे स्कूल या उनके प्रशासन के रूप में संदर्भित करता है तो और इन संबंधों को व्यवस्थित कहा जाता है उदाहरण के लिए यदि आप इन शब्दों को देखें तो स्कूल विश्वविद्यालय अस्पताल चर्च सुपरमार्केट इन सभी को भवन के रूप में देखा जा सकता है जैसे कि या संस्थान और इसीलिए दोनों अर्थ थोड़े संबंधित होंगे वे बहुत नहीं हैं बिल्कुल अलग और बिल्कुल वैसा ही नहीं कुछ अन्य उदाहरण हैं जैसे आप उन्हें लेखक और लेखक के कार्यों के बीच संबंध बना सकते हैं इसलिए अगर हम कहते हैं कि जेन ऑस्टेन ने लेखक के बारे में कुछ बात करते हुए एम्मा को लिखा था अगर हम कहते हैं कि हमें जेन ऑस्टेन से प्यार है तो आपका क्या मतलब है मुझे लेखक के काम बहुत पसंद हैं तो लेखक के कामों में लेखक फिर से कुछ अलग अर्थ पक्ष के रूप में दिखाई दे रहा है जिसे इस शब्द पॉलिसीमी द्वारा देखा गया है इसी प्रकार एनिमल वर्सेज मीट तो जब आप संदर्भ समय 1652 चिकन यह जानवर या मांस हो सकता है इसी तरह कभी कभी यह ट्री वर्सेज फ्रूट और इस तरह का संबंध हो सकता है जैसे कि हम प्लमकहते हैं तो इन वाक्यों में प्लम में खूबसूरत फूल होते हैं प्लम मुख्य रूप से पेड़ को संदर्भित करते हैं लेकिन यहांहमने एक संरक्षित प्लम खाया प्लम एक फल होगा तो फिर से यहाँ अर्थ के बीच बहुत मामूली अंतर हैं अब भाषाविज्ञान में मान लीजिए कि हम पहचाननाचाहते हैं कि यदि एक ही शब्द अलग अलग वाक्यों में है तो इसका उपयोग थोड़े अलग अर्थों में किया जाता है या यह शब्द किसी तरह से पॉलिसमी है तो एक विशेष भाषाई परीक्षण क्या है जो हम कर सकते हैं और इस परीक्षण को ज़ुग्मा परीक्षण कहा जाता है और विचार क्या है मान लीजिए कि एक ही शब्द का इस्तेमाल दो अलग अलग वाक्यों में किया गया है अब एक ऐसे वाक्य की रचना करने की कोशिश करें जहाँ शब्द का प्रयोग केवल एक बार किया गया हो और दो अलग अलग उपयोगों को किसी प्रकार के उपभोग द्वारा पकड़ लिया गया हो और देखें कि क्या यह वाक्य पहले से ही अजीब लग रहे हैं यदि वाक्य समझ में आ रहा है तो शायद यह शब्द दोनों वाक्यों में एक ही अर्थ है लेकिन यदि वाक्य अजीब लगते हैं तो यह संदर्भ समय 1811 पोलिसेमी हैं तो यहाँ एक उदाहरण है इसलिए मेरे पास समान शब्द हैं जो दो अलग अलग वाक्यों में उपयोग किए जा रहे हैं तो इनमें से कौन सी उड़ान नाश्ता परोसती है और मिडवेस्ट एक्सप्रेस फिलाडेल्फिया की सेवा करता है अब हम यह पता लगानाकि क्या यहां पर स्वयं शब्द के उपयोग में कुछ पॉलिसमी शामिल हैं तोहम क्याकरते हम एक वाक्य में इन 2 युसेजेस को एक साथजोड़ेंगे तो एक वाक्य क्या हो सकता है जो हम इसमें से निकाल सकते हैं तो आप यह मान सकते हैं कि आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे क्या मिडवेस्ट एक्सप्रेस ब्रेकफास्ट सर्व करता है फिलडेल्फीआ में और तुरंत हम लोग Refer Time1848 फिलडेल्फिआ में ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं इन दोनों को हम एक वाक़्य में रख रहे हैं जो की कुछ अजीब सा है आप उन्हें एक अलग वाक्य में डाल सकते हैं लेकिन उन्हें एक ही वाक्य में रखना अजीब लगता है तो हम ऐसा कह सकते हैं तो तो ये दो शब्दों का उपयोग पॉलिसिमि हैं तो यहाँ मिडवेस्ट एक्सप्रेस सर्व करता है ब्रेकफास्ट और सैन जोस यदि आप उन्हें एक साथ रखते हैं तो यह अजीब लगता है इसलिए हम कहते हैं कि वे शब्द की दो अलग अलग इंद्रियाँ हैं इसलिए हमने होमोनीमी पोलिसेमी को कवर किया है याद है कि वे बहुत बहुत संबंधित हैं दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन करना आसान नहीं हो सकता है पोलिसेमी में वे काफी संबंधित हैं होमोनीमी में वे बहुत अलग हैं सामान्य तौर पर यदि आप भी कर सकते हैं तो आप सामान्य रूप से कह सकते हैं कि शब्द है संदर्भ समय 1938 आप ध्यान दें कि इस शब्द में कई अर्थ हैं अब अगला संबंध जो हम देखेंगे वह है सीनोनिमि सीनोनिमि क्या है दो शब्द जिनके बहुत समान अर्थ हैं लेकिन विभिन्न ऑर्थोग्राफिक और फोनोलॉजिकल रूप हैं तो उदाहरण काउच एंड सोफा की तरह हैं इनका एक ही अर्थ है अलग अलग शब्द बिग एंड लार्ज ऑटोमोबाइल कार पानी एच 2 ओ तो अब जो यहां महत्वपूर्ण है ये दो शब्द समान अर्थ हैं लेकिन शायद वे सभी संदर्भों में प्रतिस्थापित नहीं हैं उदाहरण के लिए वैज्ञानिक संदर्भ में आप H2O लिखना चाहते हैं लेकिन पानी नहीं लेकिन जब आप सभी सामान्य शब्दों में बात कर रहे होते हैं तो आप पानी देने के लिए आपको पानी पार करने वाले शब्द का उपयोग करेंगे तो आप आपको H2O देने के लिए नहीं कहेंगे इसलिए सभी अर्थ बहुत ही विलक्षण हो सकते हैं जो आपके संदर्भ के आधार पर होगा एक शब्द या दूसरे का उपयोग करें इसलिए जैसा कि हम कह सकते हैं कि दो लेक्सेम पर्यायवाची हैं यदि उन्हें सभी स्थितियों में एक दूसरे के लिए सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित किया जा सकता है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है सामान्य तौर पर आप उन्हें उन सभी स्थानों पर स्थानापन्न नहीं कर सकते हैं जो आप संभवतः उन स्थानों पर कर सकते हैं लेकिन नहीं संदर्भ समय 2058 तो अब एक उदाहरण लेते हैं इसलिए हम दो शब्दों को बिग एंड लार्जलेते हैं और हमें इन वाक्यों को देखनेदेते हैं हाउ बिग इस दैट प्लेन हम यह भी लिखसकते हैं कि हाउ लार्ज इस दैट प्लेन तो क्याहम एक लार्ज और स्माल विमान पर उड़ानभरते इसलिए शब्द विमान के साथहम शब्द का उपयोग बिग या लार्ज दोनों करसकते हैं और दोनों यहां प्रतिस्थापित करने योग्य हैं तो इस अर्थ में वे पूर्ण समानार्थी शब्द की तरह दिखते हैं लेकिन क्या हम हमेशा सभी संदर्भों में बिग के लिए लार्ज और लार्ज के लिए बिग की जगह ले सकते हैं इस उदाहरण को देखते हैं उदाहरण के लिए हमारे पास मिस नेल्सन हैजो उदाहरण के लिए बेंजामिन की एक बिग बहन बन गई और मान लीजिए कि मैंने बिग के जगह लार्ज ले ली उदाहरण के लिए और वाक्य मिस नेल्सन के रूप में सामने आता है बेंजामिन की एक लार्ज बहन बन गई और तुरंत आप देख सकते हैं कि लार्ज शब्द का यह उपयोग तुरंत अजीब लग रहा है और ऐसा क्यों है तो इसका मतलब है कि हम बिग के लिए लार्ज का स्थान नहीं ले सकते यहां बिग क्यों है इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि बिगका एक बहुत विशिष्ट अर्थ है जो बड़ा हो रहा है या बड़ा है और यह अर्थ कभी भी बिग शब्द पर लागू नहीं होता है तो बिग के पास बीइंग ओल्डर या ग्रोन अप की भावना होती है लेकिन लार्ज में इस भावना का अभाव होता है यह समझ में नहीं आता है कभी कभी अर्थ के बहुत शेड्स होते हैं और कुछ शब्दों को दूसरे शब्दों का उपयोग करने के लिए पसंद किया जाता है जैसे कि जब आप बात कर रहे हैं कि सबसे सस्ता प्रथम श्रेणी का फेयर क्या है हम बात करेंगे कि आप फेयर कहना पसंद करेंगे ना की प्राइस कभी कभी कोलोकेशनल बाधाएं होती हैं इसलिए कुछ विशेष शब्दों के साथ केवल एक शब्द दूसरे को नहीं जाता है भले ही उनके बहुत समान अर्थ हों एक गलती से पहले उदाहरण के लिए क्या आप एक बिग मिस्टेक बड़ी गलती या लार्ज मिस्टेक बड़ी गलती पसंद करेंगे आमतौर पर बिग मिस्टेक बड़ी गलती पसंद की जाती है तो यहाँ वाक्य है इसलिए हम उन्हें निराश करते हैं बहुत जल्दी निराश करते हैं वे जल्द ही एक बिग मिस्टेक बड़ी गलती करते हैं और हम यहां लार्ज विकल्प नहीं देंगे तो एक लार्ज मिस्टेक बड़ी गलती कोलोकेशनल नहीं है लेकिन एक बिग मिस्टेकबड़ी गलती कोलोकेशनल है इसलिए भाषा के उपयोग के कारण भी कुछ शब्द दूसरों की तुलना में उपयोग किए जाने के लिए पसंद किए जाते हैं इसलिए उन्हें सभी स्थानों पर संभवतः कुछ स्थानों पर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है अब अगले रिश्ते पर आ रहा है कि ऐन्टोनिम्स तो यहाँ हम कहते हैं कि अन्टोनिम्स की सामान्य परिभाषा सामान्य धारणा क्या है यदि दो शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं तो वे एक दूसरे के विपरीत हैं लेकिन यह ऐन्टोनिम्स के बारे में कुछ दिलचस्प है तो दो शब्द ऐन्टोनिम्स यदि वे पूर्ण हैं इसलिए हमने कहा कि वे बहुत विपरीत अर्थ रखते हैं लेकिन सामान्य तौर पर यदि आप निकट से देखते हैं तो उनके बहुत संबंधित अर्थ होंगे लेकिन वे केवल शब्द विशेष के विपरीत हैं तो आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जैसे कि हॉट एंड कोल्ड देखें तो क्या आप कहते हैं कि वे संबंधित हैं या वे बहुत अलग हैं इसलिए जैसे वे संबंधित हैं वे दोनों तापमान के बारे में बात करते हैं हां लेकिन वे इतिहास के विपरीत छोर पर हैं तो हम कहेंगे कि यह ठंडा एक चरम है और गर्म अन्य चरम है लेकिन जैसे कि दोनों तापमान के बारे में बात करते हैं और मान लीजिए कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन सेमांटिक्स पद्धति का उपयोग करने की कोशिश की है जिसे हमने पिछले सप्ताह में आज़माया था अगर दो शब्द ऐन्टोनिम्स हैं तो उसे कैप्चर करें यह बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम बहुत ही समान संदर्भों में हो सकते हैं तो गर्म और ठंडा मौसम हाँ तापमान आदि जैसे शब्दों के साथ होता है इसलिए जो हम ऐन्टोनिम्स में कह रहे हैं वे बहुत समान अर्थ वाले हैं लेकिन वे अर्थ के केवल एक पहलू के विपरीत हैं तो डार्क एंड लाइट की तरह शार्ट अब्द लॉन्ग हॉट एंड कोल्ड अप एंड डाउन इन एंड आउट वे केवल एक पहलू में विपरीत हैं अन्यथा वे समान हैं इसलिएअधिक औपचारिक रूप से हम यह कह सकते हैं कि और अन्टोनीम शब्द किसी प्रकार के द्विआधारी विरोध या किसी पैमाने के विपरीत छोरों को परिभाषित कर सकते हैं तो लॉन्ग एंड शार्ट हॉट एंड कोल्डफ़ास्ट एंड स्लो की तरह और प्रतिवर्ती हो यह राइज एंड फॉल की तरह है अब एक और महत्वपूर्ण संबंध आ रहा है जो किहाइपोनिम और हाइपरनीम है अब क्या है हाइपोनिम और हाइपरनीम तो वे एक सबक्लास और एक सुपरक्लास के बीच संबंध हैं इसलिए औपचारिक रूप से हम कहते हैं कि एक इंद्रिय दूसरे का हैपोनीमी है यदि पहली इंद्रिय अधिक विशिष्ट है और दूसरे का सबक्लास दर्शाता है इसलिए उदाहरण के लिए यहां एक कार की तरह है एक कार वाहन का एक उपवर्ग है इसलिए हम कह सकते हैं कि कार इज़ अ हाइपोनीम ऑफ़ वेहिकल इसी तरह कुत्ता जानवरों का एक वर्ग है इसलिए हम कहते हैं कि एक कुत्ता जानवर का हैपोनीमी है और आम एक फल का हैपोनीमी है क्योंकि आम एक प्रकार का फल है अब केवल दूसरे तरीके से संबंध को हाईपोनीमी कहा जाएगा तो हम कहते हैं कि आम एक प्रकार का फल है इसलिए फल एक है तो फल एक सुपरक्लास है तो आम फल का एक प्रकार है और फल आम का एक उपनाम है इसलिए इसके विपरीत हम हाइपरनीमी संबंध को भी परिभाषित कर सकते हैं तो वाहन कार का हाइपरनेम है और जानवर कुत्ते की एक हाइपरनेमी है और फल आम की हाइपरनेमी है और ये कुछ ऐसे संबंध हैं जिन्हें हम बहुत बारीकी से देखेंगे तो हम संस्थाओं के बीच विभिन्न अर्थ संबंधी तथ्यों को निकालने के लिए हाइपरनेमी संबंध का उपयोग कैसे करते हैं इसलिए हैपोनीमी के साथ हम कुछ औपचारिक मानदंडों को भी परिभाषित कर सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए एंटैलमेन्ट अगर मैं कहूं कि सेंस A इज़ हैपोनिमि ऑफ़ सेंस B इसका मतलब है कि ए एक ए और बी होने के नाते एक उदाहरण है उदाहरण के लिएअ डॉग इज़ अ हैपोनिमी ऑफ़ एनिमलडॉग सबक्लास है एनिमल सुपरक्लास है तो एक कुत्ता होने के नाते एक जानवर होने पर जोर देता है जैसा कि यह कुछ एन्टिटीज़ डॉग्स है यह एक जानवर है तो यह जानवरों की सभी विशेषताओं को भी उस पर थोपेगा और लेकिन आप दूसरे तरीके से नहीं कह सकते हैं ऐसा कुछ है यदि कोई कुछ डॉग एनिमल है तो इसे डॉग भी कहा जाता है यह मान्य नहीं है अतः यदि A B का हैपोनीमी है तोकि A का होना B का होना है आप उस पारगमन संबंध को भी परिभाषित कर सकते हैं यदि A B का हैपोनीमी है B C का हैपोनीमी है तो A C का भी हैपोनीमी है यह भी हैपोनीमी पर बहुत तुच्छ स्थिति है इसलिए परिवर्तनशीलता में प्रवेश अब हम अन्य संबंधों को भी परिभाषित कर सकते हैं जैसेमेरोनीम और होलोनिम्स तो मैरोनीमी कुछ प्रकार के असीमेट्रिक है लेकिन इंद्रियों के बीच ट्रान्सिटीव रिलेशन क्या है तो हम कहेंगे कि X इज अ मेरोनीम ऑफ़ Y यदि X Y का एक भाग दर्शाता है तो यह सीमेट्रिक नहीं है तो उदाहरण है तो यहाँ पोर्च इस अ पार्ट ऑफ़ हाउस और व्हील इस अ पार्ट ऑफ़ कार इसलिए संबंध के भाग को परिभाषित करने के लिए हम कहते हैं कि व्हील इस अ मेरोनीम ऑफ़ कार लेग इस अ मेरोनीम ऑफ़ चेयर नोज इस अ मेरोनीम ऑफ़ फेस और अन्य जहां गोल संबंध को होलनेम कहा जाता है जो फेस का होलोनिम्स है नोज कार होलोनिम्स है व्हील का तो अब इसलिए हमने देखा कि विभिन्न संबंध क्या हैं जिन्हें हम शाब्दिक संस्थाओं के बीच परिभाषित कर सकते हैं तो अब विभिन्न शाब्दिक स्रोत क्या हैं इसलिए जहां आप यह पता लगा सकते हैं कि प्रविष्टियाँ क्या हैं जो कि हइपोनिमि हाइपरनेमी और मेरोनिमी के संबंध से संबंधित हैं और विभिन्न कार्यों या अनुप्रयोग के लिए उपयोग करती हैं जिन्हें आप करना चाहते हैं और यही वह है जो हम अगले व्याख्यान में देखेंगे फिर हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि वर्डनेट की संरचना क्या है और ये सभी संबंध वर्डनेट में कैसे परिभाषित किए गए हैं और आप इन विभिन्न शब्दों को कैप्चर करने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं जैसे कि ये दो शब्द संबंधित हैं या नहीं और शब्द डिग्री के लिए यह अगले व्याख्यान के लिए विषय होगा